सभी को नमस्कार आज हम इस कोर्स के दूसरे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं इस कोर्स के पहले लेक्चर में यानी कि पिछले लेक्चर में हमने देखा कि क्यों डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी महत्वपूर्ण है डिजिटल टेक्नोलॉजी का बनावट स्विचिंग का महत्व स्विचिंग का लॉजिक रिलेशन के साथ का संबंध और डायोड को एक स्विच के तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह चीजें थी जो हमने पहले देखा था और उस चर्चे में हमने यह देखा था कि डायोड एक स्विच के रूप में AND एवं OR लॉजिक बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं हमने अपने आप के लिए एक प्रश्न छोड़ा था की क्या हमें डायोड के माध्यम से इनवर्टर लॉजिक या NOT लॉजिक मिल सकता है और हमें अपनी समझदारी से यह पता चला है कि यह संभव नहीं है परंतु ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके हम NOT लॉजिक या इनवर्टर बना सकते हैं तो आज के लेक्चर में हम यह पड़ेंगे की ट्रांजिस्टर को एक स्विच के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम ट्रांजिस्टर के इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरस्टिक्स और कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर जैसे कि नॉइस मार्जिन ट्रांसीशन विडत लॉजिक स्विंग और फैन आउट तो हम शुरुआत करेंगे एक सिंपल सर्किट लेकर यह सर्किट ट्रांसिस्टर बेस्ड इनवर्टर की है तो मेरे स्लाइड के बाएं लेफ्ट left तरफ है सर्किट जहां से हमें यह पता चलता है कि यह सर्किट एक एनपीएन ट्रांसिस्टर बाइपोलर जंक्शन ट्रांसिस्टर है जिसमें यह बेस है यह कलेक्टर है और यह है एमीटर है तो यह कलेक्टर इस रसिस्टर RC के द्वारा पावर सप्लाई से जुड़ा हुआ है VCC एक पॉजिटिव पावर सप्लाई है जिसे हम 5 वोल्ट मानकर चलेंगे और जो बेस है वह इनपुट वोल्टेज Vin से जुड़ा है एक रेसिस्टेंस RB के द्वारा यह रेसिस्टर RB है बेस रेसिस्टेंस और यह है कलेक्टर रेसिस्टेंस RC इस सर्किट में आउटपुट हम कलेक्टर से लेंगे ठीक है तो यह है सबसे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जिसकी हम जांच करेंगे यदि आप इस सर्किट के तरफ देखें और हम Vin versus Vout का प्लॉट बनाने की कोशिश करें तो x axis में हम Vin लेंगे जो कि एक इंडिपेंडेंट यानी कि वह किसी पर भी निर्भर नहीं है वेरिएबल है और y axis में हम Vout लेंगे जो कि एक डिपेंडेंट यानी कि वह किसी और पर निर्भर है वेरिएबल है यह सर्किट शुरुआत में कैसे चलेगी जब Vin 0 है तो ट्रांसिस्टर ऑफ स्टेट में है याने कि बंद है तो उस वक्त उसका आउटपुट क्या रहेगा जब ट्रांसिस्टर ऑफ है इसका मतलब उसमें कोई करंट नहीं है कोई करंट IC फ्लो नहीं हो रहा यानी कलेक्टर करंट फ्लो नहीं हो रहा तो हम Vout का इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं यदि हमने VCC में से RC रेसिस्टर में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप याने की ICRC को माइनस करें तो हमें Vout का इक्वेशन मिलेगा Vout VCC ICRC तो क्योंकि IC 0 है तो जो वोल्टेज यहां मिलता है VCC वह जो कि 5 वोल्ट है यह कब तक चलता रहता है यह चलता है एक मैक्सिमम वोल्टेज तक जब बेस एमिटर जंक्शन सफिशिएंटली फॉरवर्ड बाइअस्ड है ताकि यह कंडक्ट करना स्टार्ट करें तो ट्रांसिस्टर कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है तो इस मैक्सिमम वोल्टेज को इन जनरल हम VIL करके डिफाइन करते हैं जिसका मतलब इनपुट साइड का वह वोल्टेज जिसे हम लो कंसीडर करते हैं वह इनपुट साइड के मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज है जिसे हम लो कंसीडर करते हैं और यदि कोई वैल्यू इस वोल्टेज से कम रहा तो उसे हम कैसे कंसीडर करेंगे उसे लो कंसीडर किया जाएगा लॉजिक लो इसलिए क्योंकि उस वक्त आउटपुट हाई वोल्टेज पर है जो कि एक इनवर्टर एक्शन है मेरा मतलब है इनवर्टर एक्शन का पहला भाग है हम दूसरे भाग को भी देखेंगे जहां इनपुट हाई है तब आउटपुट लो है या नहीं तो इनपुट को लो कंसीडर करते हैं एक मैक्सिमम पॉइंट तक जो कि VIL है तो उसके बाद ट्रांसिस्टर कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन से निकलकर दूसरे रीजन में एंटर करता है तो वह रीजन क्या है उसे हम एक्टिव रीजन कहते हैं जब ट्रांसिस्टर कंडक्ट करना स्टार्ट करता है तो IC करंट बढ़ना स्टार्ट होता है तो क्या होगा तो जो वोल्टेज Vout है वह धीरे धीरे कम होने लगता है हम बाद में देखेंगे कि इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए कुछ अप्रॉक्सीमेशन के तहत यह जो वोल्टेज का कम होना है वह एप्रोक्सीमेटली लीनियर है और वह रिलेशनशिप हम जल्द ही देखेंगे तो अब यह करंट बढ़ रहा है वोल्टेज भी बढ़ रहा है तो IB करंट बढ़ रहा है जिसके अनुसार IC करंट भी बढ़ रहा है βIB करंट IC का ही वैल्यू है एक्टिव रीजन में और यह तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक वह अगला स्टेज एंटर नहीं करता है जिसे हम सैचुरेशन कहते हैं जहां दोनों बेस कलेक्टर और बेस एमिटर जंक्शनस फॉरवर्ड बाइअस्ड है तो इस पॉइंट पर वोल्टेज यहां क्या है वह अप्रॉक्सीमेटली 02 या 01 वोल्ट है या फिर ऐसा वैल्यू होगा जो कि यूज करने वाले ट्रांसिस्टर पर निर्भर है तो यह इनपुट साइड का मिनिमम वोल्टेज है जिसे प्रेजेंट रहना होगा जिसके बाद ट्रांसिस्टर सैचुरेशन रीजन में एंटर करता है इनपुट साइड के इस वोल्टेज से कोई भी हाई वोल्टेज रहा तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में एंटर करेगा तो VIL से ट्रांसिस्टर कंडक्ट करना स्टार्ट करता है जोकि एक्टिव रीजन में है जैसे जैसे Vin बढ़ता है यह करंट भी बढ़ जाता है और उसी के हिसाब से कलेक्टर करंट भी बढ़ता है और फिर Vout कम होने लगता है यह चलता रहता है तब तक जब तक ट्रांसिस्टर सैचुरेशन नहीं एंटर करता जैसे ही ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन एंटर करता है उसके बाद वोल्टेज Vin बढ़ाने से ट्रांसिस्टर सैचुरेशन में ही रहता है तो VIH वाले पर्टिकुलर वोल्टेज पर क्या होता है तो इस वोल्टेज पर हम जानते हैं कि आउटपुट सैचुरेशन में रहता है और यहां पर वोल्टेज 02 या 01 वोल्ट है जिसे आउटपुट पर लो माना जाता है तो इनपुट साइड पर इसके ऊपर कोई भी वोल्टेज रहे तो आउटपुट को लो करेगा तो VIH का क्या महत्व है VIH वह मिनिमम वोल्टेज है इनपुट साइड पर जिसे लॉजिक हाई माना जाता है मतलब इनपुट साइड पर इसके ऊपर का कोई भी वोल्टेज को लॉजिक हाई माना जाता है तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच इंवर्जन का रिलेशनशिप है इनपुट हाई है तो आउटपुट लो है और इनपुट लो है तो आउटपुट हाई है और हम देखेंगे कि दो और वोल्टेजस है VOL जो कि आउटपुट साइड का वोल्टेज है इस वोल्टेज से कोई भी कम वोल्टेज को लो माना जाता है तो VOH आउटपुट साइड का वोल्टेज है जिसके ऊपर के किसी भी वोल्टेज को हाई माना जाता है तो यह इनवर्टर का कैरेक्टरस्टिक है जिसका कुछ हद तक कॉरस्पान्डन्स है ट्रांजिस्टर के इनपुट आउटपुट कैरेक्टरस्टिक्स के साथ तो हम कुछ तरीके का क्वांटिटेटीव एनालिसिस करेंगे और हम इसे सिंपल ही रखेंगे समझने के लिए कि किस तरीके से लॉजिक सर्किट या डिजिटल सर्किट काम करता है मान लो RB 10 किलो ओहम है RC 1 किलो ओहम है ट्रांजिस्टर का β याने की करंट गेन 50 है βF बीटा फॉरवर्ड है और βR बीटा रिवर्स है जो कि हम बाद में लेंगे जब ट्रांसिस्टर ON होता है तो हम एक वोल्टेज कंसीडर करते हैं जिस पर ट्रांसिस्टर ON होता है जिसे हम VBE कहते हैं और वह वोल्टेज 07 वोल्ट पर रहता है जब ट्रांसिस्टर सैचुरेशन में जाता है तो यह वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ जाता है पर जैसे कि मैंने कहा है यह केवल अप्रॉक्सिमेट एनालिसिस है तो हम इसे 07 वोल्ट पर ही रखेंगे पर असल में यह वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ जाता है जब ट्रांसिस्टर सैचुरेशन में जाता है और सैचुरेशन में VCE को हम 02 वोल्ट मानेंगे जो थोड़ा सा कम हो जाता है जब Vin को बढ़ाते हैं तो यह है जो हम करने वाले हैं तो इसी के साथ हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे तो सबसे पहली चीज जो हम निकालने की कोशिश करेंगे की कौन से वोल्टेज से यह गिरना स्टार्ट होता है और हम जानते हैं कि इस पर्टिकुलर केस के लिए वह काफी आसान है VIL इस केस के लिए वह वोल्टेज है जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन से निकलकर एक्टिव रीजन में एंटर करता है और वह होता है उस वैल्यूस के आधार पर जो हमने पहले लिया है जो कि 07 वोल्ट है तो इसका कोऑर्डिनेट 07 वोल्ट और 5 वोल्ट है तो यह वह कोऑर्डिनेट है जो हम देखते हैं एनालिसिस के लिए और इसे कट ऑफ रीजन का एज भी कह सकते हैं इसका मतलब इस पॉइंट पर ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन से निकल रहा है अगला हम देखेंगे कि ट्रांसिस्टर जब एक्टि रीजन एंटर करता है तब क्या होता है तो जब वह एक्टि रीजन एंटर करता है करंट फ्लो होता है इन दो लूप में जो कि आप देख सकते हैं एक इस लूप में से और दूसरा इस लूप में से तो हम किरछऑफ वोल्टेज लॉ इस लूप में अप्लाई करेंगे जिससे हम क्वांटिटेटीव एनालिसिस करेंगे तो जब हम यह लॉ अप्लाई करते हैं इस लूप में तो IB का वैल्यू Vin माइनस VBE जो वोल्टेज ड्रॉप यहां हो रहा है डिवाइड बाय RB इससे हम देख सकते हैं मैं इसमें से जाने वाला करंट IB का वैल्यू Vin माइनस VBE डिवाइड बाय RB है तो यह आपका IB है अब एक्टिव रीजन में हम जानते हैं की IC इक्वल टू βFIB है यह दूसरा लूप है जिसमें हम KVL अप्लाई कर रहे हैं तो यह 5 वोल्ट है जो की VCC है जैसे पहले बताया गया था तो इसे हम VCC ऐसे लिखते हैं तो इसका जो वोल्टेज है वह हम 5 वोल्ट से चेंज कर सकते हैं जरूरत पड़े तो जनरलाइज तरीके से उसे VCC ऐसे लिखते हैं Vout का मूल्य VCC माइनस ICRC है जहां IC का मूल्य βFIB है तो उसे हम इससे रिप्लेस कर देंगे तो जो IB का इक्वेशन वह इक्वेशन 1 है और यह इक्वेशन 2 है तो अगर हम इक्वेशन 1 से IB को लेते हैं और कंबाइन करके यहां रख देते हैं तो इससे हमें यह रिलेशनशिप मिलता है Vout का मूल्य VCC माइनस βFIBRC है इसमें IB का वैल्यू जोकि Vin माइनस VBE डिवाइड बाय RB सब्सीट्यूट करते हैं जब तक ट्रांसिस्टर एक्टिव रीजन में है तब तक यह रिलेशनशिप फ़ॉलो होगा तो इसमें फिर हम Vout versus Vin पर ध्यान देंगे क्योंकि बाकी सारे कांस्टेंट है VBE है जो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा Vin के बढ़ने से जिसे हम नजरअंदाज करने वाले हैं क्योंकि यह एक एप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है तो बाकी सारे पैरामीटर कांस्टेंट है तो हम देख सकते हैं कि Vout और Vin के बीच का रिलेशनशिप लीनियर है मतलब स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन है minus βFRC बाय RB के नेगेटिव स्लोप के साथ तो यदि हमें फास्टर फ़ॉल चाहिए जो कि काफी बार लगेगा क्योंकि सर्किट लॉजिक लो और लॉजिक हाई के दोनों स्टेबल स्विचड स्टेटस में से किसी एक में रहता है फिर हमें यह ट्रांजिशन रीजन लगेगा यह एक्टिव रीजन जिसे हम ट्रॅन्ज़िशन् रीजन भी कहते हैं जिसका ट्रॅन्ज़िशन् विड्थ एस स्मॉल एस पॉसिबल होगा तो हमें एक फास्टर फ़ॉल लगेगा तो इस केस में हमें RC RB से ज्यादा लगेगा तो मतलब हम RC को बढ़ाना चाहेंगे पर हम यह भी देखते हैं कि यदि हम RC को बढ़ाते हैं तो सर्किट की जो करंट डिलीवरी कैपेसिटी यानी कि IC उसका कुछ हिस्सा कम होने लगता है जो सर्किट को दूसरे सारे सर्किट से कनेक्ट करने में दिक्कत देती है वह चीज भी हम आज देखेंगे तो जब भी हम डिजाइन की बात करते हैं हमेशा एक ट्रेड ऑफ रहता है तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन से हम यह समझते हैं की एक्टिव रीजन में सर्किट का लीनियर रिलेशनशिप है और उसका स्लोप नेगेटिव है अब अगला सैचुरेशन रीजन है तो इस सैचुरेशन रीजन में हम इंटरेस्टेड है यह देखने में कि कब ट्रांसिस्टर सैचुरेशन में एंटर करता है जब तक ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है वह गिर रहा है लिनियरली नेगेटिव स्लोप के साथ वह वाला पार्ट हमने पहले ही देखा है और नोट किया है पिछले स्लाइड से तो यह जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसे हम एज ऑफ सैचुरेशन ऐसे डिफाइन करते हैं जब वह सैचुरेशन के एज पर जस्ट एंटर करता है जहां यह माना जाता है कि वह अभी भी पिछला इक्वेशन को फॉलो करता है इसके बाद वह सैचुरेशन रीजन में चला जाता है और फिर लीनियर रिलेशनशिप वह मेंटेन नहीं करता है तो सैचुरेशन रीजन के एज पर वह अभी भी मेंटेन कर रहा है तो इस वक्त जब वह केवल सैचुरेशन रीजन के एज पर एंटर कर रहा है Vout का वैल्यू VCE saturation है तो उस वक्त जो करंट IC हम डिफाइन करते हैं जिसके सफिक्स में एज ऑफ सैचुरेशन ऐसे लिखते हैं जब वह एंटर हो रहा है उसका मूल्य जोकि VCC माइनस Vout अब उसका मूल्य VCESat डिवाइड बाय RC है इसका मतलब VCC जो कि 5 वोल्ट कंसीडर किया है माइनस 02 डिवाइड बाय RC है तो यह करंट कम हो जाता है जिसके बारे में हम कुछ देर बाद देखेंगे दूसरे केसस में तो अब हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं जैसे हमें चाहिए उसके लिए हमें दूसरे कंसीडरेशन भी देखने पड़ेंगे ऐसे सिचुएशन में तो यह एज ऑफ सैचुरेशन IC है तो एज ऑफ सैचुरेशन IB का मूल्य IC IC एज ऑफ सैचुरेशन डिवाइड बाय β है क्या वह अब भी एक्टिव रीजन में है और वह सैचुरेशन रीजन एंटर कर रहा है तो 48 डिवाइड बाय बीटा फॉरवर्ड जो कि 50 है जिसका उत्तर 0096 मिली एंपियर है तो इस वक्त में Vin क्या है तो आप इक्वेशन 1 को रेफर करेंगे तो Vin का वैल्यू VBEहै बेस एमिटर ड्रॉप और IBRB ड्रॉप तो IB एज ऑफ सैचुरेशन मल्टीप्लाई बाय RB KVL में बेस एमिटर जंक्शन उस पर्टिकुलर लुप में तो यह वह लूप है जिसकी मैं बात कर रही हूं इस पर्टिकुलर लुप में जब हम वैल्यूस डालते हैं तो VBE 07 वोल्ट है IB एज ऑफ सैचुरेशन 0096 और RB को 10 किलो ओहम तो उत्तर में हमें 166 वोल्ट मिलता है तो हमें यह पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाता है जो कि एज ऑफ सैचुरेशन है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उसका कोडिनेट 166 वोल्ट और 02 वोल्ट है तो 166 वोल्ट फिर ज्यादा कोई भी वोल्टेज हो Vin पर तो सर्किट डेफिनेटली सैचुरेशन में है तो यह महत्व है VIH का कि यह मिनिमम वोल्टेज है जो इनपुट साइड पर लगेगा जिसे लॉजिक हाई माना जाएगा जिसके लिए इनवर्टर का आउटपुट लॉजिक लो में रहेगा तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर को देखेंगे नॉइस मार्जिन ट्रांसीशन विडत और लॉजिक स्विंग ट्रांसीशन विडत हमने पहले देखा है पर फिर भी हम इसे फॉर्मर्ली इंस्टिट्यूस करेंगे इन सारे टर्म्स को यहां पर तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं वह एक जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन है जो कि जो उदाहरण हमने लिया है उसके लिए स्पेसिफिक नहीं है हमने यह उदाहरण दिया है ताकि हमें इन टर्म्स का बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले और यह सब केवल एक ट्रांजिस्टर इनवर्टर के माध्यम से वास्तविक में सर्किट और कंपलेक्स हो सकता जो कि हम कुछ देर बाद लेंगे तो यह इसका आउटपुट साइड है तो VOL हमने पहले ही देखा है आउटपुट पर आने वाला वोल्टेज है जिससे लो माना जाता है कोई भी वोल्टेज इससे कम को लो माना जाएगा उदाहरण के तौर पर 02 वोल्ट कोई भी वोल्टेज जिसे लॉजिक लो माना जाता है उसे यहां शेडेड रीजन में दिखाया गया है VOH आउटपुट पर आने वाला मिनिमम वोल्टेज है जिसे लॉजिक हाई माना जाता है कोई भी वोल्टेज इसके ऊपर रहा तो उसे लॉजिक हाई माना जाएगा तो वहां 5 वोल्ट था तो 5 वोल्ट के ऊपर आने वाला कोई भी वोल्टेज हो उसे लॉजिक हाई माना जाएगा और फिर लॉजिक स्विंग जिसे का VOH and VOL डिफरेंस ऐसे डिफाइन किया गया है यदि आप इनपुट साइड पर ध्यान दें तो वहां क्या हो रहा है VIL जैसे कि आपने पहले ही देखा है इस पर्टिकुलर उदाहरण में पर यह सच है बाकी सारे कैसस याने कि ऐसे इनवर्टर के लिए की 0 से लेकर VIL तक कि सारे वोल्टेजस को लॉजिक लो माना जाता है अगर कोई वोल्टेज 0 से कम रहा तो नॉइस और बाकी सारी चीजों के वजह से यदि वह VIL से कम रहा तो उसे लॉजिक लो माना जाता है इनपुट साइड पर कोई भी वोल्टेज जो VIHसे ज्यादा है उसे लॉजिक हाई माना जाता है जो उदाहरण ने लिया था उसमें 166 वोल्ट था तो कोई भी वोल्टेज जो इससे ज्यादा हो उसे लॉजिक हाय माना जाएगा और आउटपुट लो रहेगा उस समय पर तो VIL और VIH के बीच का डिफरेंस टाइम फैसर या ड्यूरेशन यदि हम इनपुट वोल्टेज Vin को लगातार बढ़ाते जाए ट्रांसीशन विडत के अंतर्गत एक्टिव रीजन में रहकर तो यह सारे टर्मस समझने के बाद हम फिर से एक बार नॉइस मार्जिन लो को डिफाइन करते हैं जोकि VIL माइनस VOL है इसका महत्व क्या है महत्व यह है कि VIL तक हम इसे लॉजिक लो मानते हैं यहां अगर इस इनवर्टर को किसी दूसरे इनवर्टर या इसी प्रकार के डिवाइस से कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेज पर तो जब यह लॉजिक लो पर है तो वह क्या वोल्टेज ऑफर करता है 02 वोल्ट या उससे भी कम मैक्सिमम वोल्टेज 02 वोल्ट है अब इमेजिन करिए कि कुछ नॉइस ऐड हो जाता है याने की एडिटिव नॉइस से करप्ट हो जाता है तो 0 यदि वह 01 वोल्ट और 01 वोल्ट का नॉइस तो आउटपुट पर वोल्टेज 02 वोल्ट होगा तो मैं यहां क्या कहना चाहती हूं यह चीज मैं आपको एक डायग्राम के तौर पर समझाने की कोशिश करूंगी तो मैं कह रही हूं यह चीज कनेक्ट किया गया है किसी दूसरे चीज से यानी कि दूसरे किसी इनवर्टर से या किसी गेट से तो यहां 02 वोल्ट मैक्सिमम है जब हम उसे लॉजिक लो मानते हैं वह इससे भी कम हो सकता है पर हम लिमिटिंग केस कंसीडर कर रहे हैं फिर नॉइस ऐड हो जाता है मान लो एडिटिव नॉइस ऐड हो रहा है तो कितना नॉइस हम अलग कर सकते हैं ताकि यह लो को लो ही मान सके मैक्सिमम वोल्टेज जो हम मान सकते हैं लो के लिए वह 07 वोल्ट है तो आउटपुट पर लॉजिक लो जब है तो मैक्सिमम 02 वोल्ट है उससे भी कम हो सकता है तो डिफरेंस क्या है डिफरेंस यह है कि जो मैक्सिमम वोल्टेज जो एक्सेप्ट कर सकते हैं नॉइस के तौर पर ऐड कर रहे हैं पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ यदि वह नेगेटिव रहा मान लो 02 वोल्ट और नॉइस 01 वोल्ट तो फिर इशू है यदि नॉइस पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ आए तो हमें याद रखना है कि यह चीज है जो हमें ध्यान रखना है तो 05 वोल्ट का नॉइस मार्जिन हमारे पास है नॉइस मार्जिन ऐसी सिचुएशन में VIL VOL VOH VIH जहां है उसे इस तरीके से डिफरेंस के तौर पर डिफाइन करते हैं इस उदाहरण में हमने वहां से लिया है जहां से हम इन टर्मस को समझने की कोशिश कर रहे हैं वह 07 माइनस 02 वोल्ट which is 05 वोल्ट है तो ऐसे ही नॉइस मार्जिन हाई है तो जब आउटपुट लॉजिक हाई पर है मतलब VOH और पर उसे लॉजिक हाई मानना पड़ेगा तो अब यदि नॉइस ऐड हो जाता है और उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है तो VOH प्लस कुछ वैल्यू तो इससे कोई इशू नहीं होगा तो हम यह रीजन में है पर यदि नेगेटिव पोलैरिटी रहा तो हम थोड़े से दिक्कत में है तो VOH नीचे आ सकता है और यदि हम VOH क्रॉस करते हैं तो हम प्रॉब्लम में है मतलब इनपुट को हाय नहीं माना जाएगा तो VOH माइनस VIH नॉइस मार्जिन है नॉइस का जो वह अकोमोडेट कर सकता है तो उसी तरीके से यह दो टर्मस को डिफाइन किया है और इस उदाहरण में हमने 5 वोल्ट माइनस 166 वोल्ट जो कि 334 वोल्ट है तो ट्रांसीशन विडत VIH और VIL के बीच का डिफरेंस है और लॉजिक स्विंग VOH और VOL के बीच का डिफरेंस है तो यह डेफिनेशन जो आप देख रहे हैं वह जनरल है चाहे कोई भी उदाहरण हम ले और यह कोई भी लॉजिक फैमिली को या उसके गेट्स को अप्लाई कर सकते हैं अब हम इसे अंत करेंगे एक इंपॉर्टेंट टर्म जिसे फैन आउट कहते हैं और जो उदाहरण हम देख रहे थे नॉइस मार्जिन के बारे में उसे हम कुछ और आगे ले जाएंगे तो यहां जो हम देख रहे हैं वह एक ट्रांसिस्टर है एक गेट जो कभी आइसोलेशन में काम नहीं करेगा तो हम जानते हैं कि 100 से लेकर 1000 ऐसे गेटस साथ में काम करते हैं एक इंटीग्रेटेड सर्किट में तो यह पर्टिकुलर इनवर्टर कनेक्ट किया गया है ऐसे काफी सारे इनवर्टर से यह ड्राइवर है और यह सारे लोड है लोड 1 लोड2 लोड N तो हम फिगर आउट कर सकते हैं ऐसे कितने सारे लोड को कनेक्ट कर सकते हैं तो इनपुट साइड पर जब इनपुट लॉजिक हाई पर है यहां पर वैल्यू क्या होगा आउटपुट लो रहेगा तो 02 वोल्ट या उससे भी कम रहेगा तो कोई भी लोड ट्रांसिस्टर ON नहीं रहेगा क्योंकि वह केवल 02 वोल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वह कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है तो ऐसे काफी सारे लोड ट्रांसिस्टर लोड गेट कनेक्ट कर सकते हैं बिना कोई डिफिकल्टी के लोड इनवर्टर कनेक्ट कर सकते हैं बिना कोई डिफिकल्टी के पर यीशु हो सकता है जब ड्राइवर पर इनपुट लो है तो यह ड्राइवर को जाने वाला इनपुट है जब यह लो है तब आउटपुट हाई है और वह हमने पहले देखा है कैरेक्टरस्टिक्स वाले पार्ट में तो आउटपुट हाई मतलब हम काफी सारे ऐसे गेट्सको कनेक्ट कर रहे हैं और जब भी वह कनेक्ट हो रहा है यह सारे बेस करंट ड्रॉ कर रहे हैं हालांकि इस डायरेक्शन में कोई करंट नहीं है पर इस डायरेक्शन में करंट है जिसके वजह से ICRC का ड्रॉप है ऐसे ज्यादा कनेक्शन रहे तो ऐसे ज्यादा करंट डिलीवर करना होगा और वोल्टेज नीचे आते जाएगा वह 5 वोल्ट नहीं रहेगा तो वह कितना नीचे आएगा तो इसके बावजूद उसे आउटपुट साइड पर हाई माना जाएगा तो उस पर भी एक लिमिट है जो कि इस पार्टिकुलर उदाहरण के लिए 166 वोल्ट है तो इसके बाद उसे लॉजिक हाई नहीं माना जाएगा और यह लोड एक्टिव रीजन में एंटर करेगा तो यह डिसाइड करेगा कि ऐसे कितने गेटस हम कनेक्ट कर सकते हैं तो इस तरीके से हम यह कैलकुलेट करते हैं तो VIH के लिए हम कहते हैं कि लिमिटिंग केस 166 वोल्ट है और ड्राइवर जो करंट डिलीवर कर सकता है वह VCC माइनस Vout जो कि 166 वोल्ट है डिवाइड बाय 1 किलो ओहम जिसका उत्तर 334 मिली एंपियर है यह मैक्सिमम करंट है जो वह डिलीवर कर सकता है बिना इस वोल्टेज को नीचे गिर आए लिमिटिंग वैल्यू याने की 166 वोल्ट से इसके बाद उसे लॉजिक हाई नहीं माना जाएगा इनपुट साइड पर या लोड गेट साइड पर और लोड गेट के लिए जब वह हाई है तो करंट क्या ड्रॉ करता है यह हमने पहले ही कैलकुलेट किया है तो करंट का वैल्यू Vout माइनस VBE डिवाइड बाय RB है तो यह 166 वोल्ट है यहां हम लिमिटिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं और यह 07 वोल्ट है डिवाइड बाय RB है जिसका उत्तर 0096 मिली एंपियर है तो यह वह करंट है जो लोड गेट ले रहा है तो ऐसे कितने लोड गेट्स है और हम इससे कितने लोड गेट को कनेक्ट कर सकते हैं यह डिवाइड करता है करंट जो यह डिलीवर कर सकता है और यह नंबर काफी बड़ा है मेरा मतलब 34 है अब हमें और दूसरे इश्यूज भी कंसीडर करना होगा तब वह क्लियर हो जाएगा तो यह इस पर्टिकुलर डिस्कशन का आखरी स्लाइड है नॉइस मार्जिन का क्या इफ़ेक्ट है तो पहले जब हमने बात किया था जब हम उसे नीचे लेकर आ रहे थे 166 वोल्ट पर तो उसमें नॉइस मार्जिन क्या है उसमें नॉइस मार्जिन नहीं है तो यदि अगर कोई नॉइस इस आउटपुट पर ऐड हो रहा है याने की 166 वोल्ट और कुछ नॉइस 01 वोल्ट का नेगेटिव पोलैरिटी के साथ तो इसे लॉजिक हाई नहीं माना जाएगा तो यहां 0 नॉइस मार्जिन है तो अगर हमें नॉइस मार्जिन एक डिजायर्ड वैल्यू पर रखना है जो कि निर्भर है एनवायरमेंट पर जिस पर हम ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें वह फेक्टर भी कंसीडर करना होगा कैलकुलेशन में तो 166 वोल्ट जो है वह वैसा ही नहीं रहेगा उसमें हमें नॉइस मार्जिन भी प्लस करना होगा जो कि 05 वोल्ट है तो टोटल 216 वोल्ट हो जाएगा तो ड्राइवर साइड का जो करंट है यानी कि मैक्सिमम करंट जो वह डिलीवर कर सकता है वह VCC माइनस Vout है तो अब उसने VIH और नॉइस मार्जिन दोनों ही कंसीडर किया है तो वह उसे 284 मिली एंपियर बना देता है और उस वक्त हर एक गेट का लोड करंट क्या होगा तो IB 216 minus 07 डिवाइड बाय बेस रेसिस्टेंस जिसका उत्तर 015 मिली एंपियर है यदि आप देखें अगर हम इस डिवीजन को कम करते हैं तो यह नंबर 34 से 19 पर आ जाता है जो कि एक ड्रैस्टिक फॉल है तो अगर आपके पास ज्यादा नॉइस मार्जिन होगा तो ऐसे इश्यूज नहीं होंगे मेरा मतलब है ज्यादा यह नंबर गिर सकता है क्योंकि दूसरे पैरामीटर्स भी है जिसे हमने कंसीडर नहीं किया है डिस्कशन के लिए जैसे कि बीटा जो कि हमने 50 कंसीडर किया है यह भी हो सकता है कि जो ट्रांसिस्टर हम यूज कर रहे हैं उसका बीटा 40 हो सकता है या 30 हो सकता है यह वेरिएशन इस्तेमाल करने वाले ट्रांजिस्टर के हिसाब से होगा तो उसका भी हमें ध्यान रखना होगा तो हर एक पैरामीटर वेरी हो सकता है और यह भी हो सकता है कि VBE सैचुरेशन का वैल्यू एक्जेक्टली 07 भी ना हो थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है VCCका जो 5 वोल्ट क पावर सप्लाई है वह भी 45 वोल्ट या 55 वोल्ट हो सकता है तो यह सारी चीजें हैं जिसकी वैल्यू हम देखेंगे इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए वेरी करता है 34 से 19 तक प्रैक्टिकली वह 5 तक भी नीचे आ सकता है तो यह कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है उदाहरण के साथ जो हमने नोट किया है तो यह सारे रेफरेंसेस है सारांश लेते हुए ट्रांजिस्टर को हम NOT लॉजिक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कट ऑफ और सैचुरेशन यह इसके दो स्टेबल स्स्टेटस है हमने इनपुट और आउटपुट करैक्टेरिस्टिक्स देखा है और वहां से हमने कुछ इंपॉर्टेंट और जनरलाइजड टर्मस जैसे कि नॉइस मार्जिन ट्रांसीशन विडत और लॉजिक स्विंग डिराइव किया फिर हमने एक उदाहरण वाला केस लिया है और उसमें कुछ वैल्यू डाले हैं और फिर उन टर्मस का महत्व समझा है और फैन आउट भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमने यह भी देखा कि उसका क्या मतलब है और उसका महत्व और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं धन्यवाद